अब हम कुछ उदाहरण परिपथ के लिए h मापदंड की गणना करेंगें हमेशा की तरह हम वही परिपथ लेंगें जैसा कि हमने अन्य दो मापदंडों के लिए किया था ताकि आप परिणामों की तुलना कर सकें यह परिपथ है जिसके लिए मैं h मापदंडों की गणना करना चाहता हूं पोर्ट 1 पोर्ट 2 और कोई भी दो मामले एक पोर्ट 2 को आमंत्रित करते है शॉर्ट परिपथ है और आप पोर्ट 1 पर विद्युत धारा लगाते है और दूसरा मामला जहां पोर्ट 1 खुला परिपथ होता है और आप एक वोल्टेज 2 पोर्ट 2 पर लागू करते है अब यह दोहराव होने जैसा है इसलिए आप में से जो भी उस परिपथ विश्लेषण से बहुत परिचित है मेरा सुझाव है कि आप बस इसके h मापदंडों की गणना करें और आगे व्याख्यान के अंत तक देखें और देखें यदि वे मेल खाते है जो भी मैंने व्युत्पन्न किया है यदि आप परिपथ विश्लेषण और इन मापदंड परिभाषाओं इत्यादि के साथ बहुत सहज नहीं है तो आप व्याख्यान का अनुसरण कर सकते है पुनः मैं अभी भी आपको पहले गणना करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा लेकिन हम पूरी तरह से व्याख्यान का पालन कर सकते है तो अब मुझे इसमें जो मूल्यांकन करने की आवश्यकता है है I 2 इस दिशा में और V 1 दोनों परिपथ के लिए समान है I 2 और V 1 तो आइए हम पहला परिपथ यहां लें पोर्ट 2 के पार यह शॉर्ट परिपथ इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक को शॉर्ट कर रहा है तो इस 1 किलो Ω से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और पूरी I 1 उस दिशा में बहती है उसी तरह बहती है तो यह V 1 और कुछ भी नहीं बल्कि इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक के पार वोल्टेज ड्रॉप है जोकि 1 किलो Ω × I 1 है तो उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट परिपथ है तो V 1 1 किलो Ω × I 1 है और I 2 आप देख सकते है कि यह इस विद्युत धारा I 1 के बिल्कुल विपरीत है तो I 2 है I 1 और इन दोनों से हमें क्या मिलता है h 1 1 V 2 को 0 पर सेट करने के साथ है V 1 बाय I 1 जो 1 किलो Ω निकल कर आता है और h 2 1 जोकि V 2 को 0 पर सेट करने के साथ I 2 बाय I 1 है और यह निकल कर आता है 1 तो आप देख सकते है कि h 1 1 में प्रतिरोध के आयाम है और h 2 1 आयामविहीन है यह पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक का विद्युत धारा गेन है अब यहाँ पर दूसरे मामले पर आ रहे है तो यहाँ यह 1 किलो Ω एक खुले परिपथ के साथ श्रृंखला में है इसलिए उसके माध्यम से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यह सभी I 2 केवल इस 1 किलो Ω के माध्यम से विद्युत धारा है और V 2 1 किलो Ω प्रतिरोधक के पार दिखाई देता है इसलिए यहां विद्युत धारा और कुछ भी नहीं बल्कि 1 किलो Ω से विभाजित V 2 है और V 1 V 2 के बराबर है क्योंकि इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक के माध्यम से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हमारे पास है V 1 V 2 और I 2 1 किलो Ω द्वारा विभाजित V 2 अथवा 1 मिलीसीमेंस × V 2 इन दोनों से आप स्पष्ट रूप से देखते है कि h 1 2 1 है जो इस समीकरण से आता है और h 2 2 1 मिलीसीमेंस है जो इस समीकरण से आता है तो इस परिपथ के लिए h मापदंड आव्यूह आपेक्षित रूप से हाइब्रिड मात्रा है यहां प्रतिरोध 1 किलो Ω है और यह सिर्फ एक है यह है 1 और वहां हमारे पास 1 मिलीसीमेंस है तो यही इस परिपथ का h मापदंड आव्यूह है इसलिए I नियंत्रण स्रोत के साथ पुनः एक अधिक जटिल उदाहरण ले रहे हैं हम h मापदंडों की गणना भी कर सकते है 1 किलो Ω 1 किलो Ω और 2 मिलीसीमेंस × V x जहां V x यहाँ पर है और पहले मामले के लिए हमने कहा था V 2 0 अथवा पोर्ट 2 है शॉर्ट परिपथ एक विद्युत धारा I 1 को लागू करते है और हम इस वोल्टेज V 1 और उस विद्युत धारा I 2 को ज्ञात करना चाहते है तो हम यह कैसे करते है सबसे पहले I 1 है बस इस 1 किलो Ω के माध्यम से बहती है तो इसके पार हमारे पास I 1 × 1 किलो Ω है अब आप देखते है कि यहां से वहां एक शॉर्ट परिपथ है इसलिए वोल्टेज V 1 इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक के पार का वोल्टेज है तो V 1 है 1 किलो Ω × I 1 अथवा h 1 1 जो कि पोर्ट 2 को शॉर्ट करने के साथ V 1 बाय I 1 है जिसमें है है 1 किलो Ω अब शॉर्ट परिपथ के कारण इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वहां जो भी I 1 थी इसलिए यह I 1 इस 1 किलो Ω में और शॉर्ट परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होती है तो I 1 उस तरह से बहती है लेकिन वह एकमात्र विद्युत धारा नहीं है जो वहां बहती है क्योंकि हमारे पास नियंत्रण स्रोत भी है और नियंत्रण स्रोत का कितना x 2 मिलीसीमेंस × V x और V x और कुछ भी नहीं बल्कि V 1 और V 1 1 किलो Ω × I 1 है तो यहाँ पर यह विद्युत धारा जो इस दिशा में शॉर्ट परिपथ के माध्यम से भी प्रवाहित होती है क्योंकि वहां पर नियंत्रण विद्युत धारा स्रोत के पार एक शॉर्ट परिपथ है और यह सभी विद्युत धारा शॉर्ट परिपथ से होकर प्रवाहित होगी याद रखें कि यह I 1 के विपरीत दिशा है और वह 2 मिलीसीमेंस × V x है जोकि V 1 है जो कि 1 किलो Ω × I 1 है जो कि 2 I 1 है तो हमारे पास I 1 है सीधे इस तरह से बह रही है और 2 I 1 उनमें बह रही है तो वास्तविक विद्युत धारा जो कि इस शॉर्ट परिपथ में प्रवाहित हो रही है कुल विद्युत धारा मैंने अभी अभी दिखाया वहाँ पर यह I 1 यह यहाँ बहने वाली विद्युत धारा नहीं है वहाँ बहने वाली वह वास्तविक विद्युत धारा योग है I 1 की जो कि वहाँ से आ रही है और 2 I 1 जो वहाँ जा रही है जोकि I 1 उस ओर बह रही है तो I 2 इस विशेष मामले में बिल्कुल I 1 होगी यदि यह नियंत्रण स्रोत अलग अलग आनुपातिकता स्थिरांक के रूप में यह भिन्न होगा तो हमारे पास I 1 के बराबर I 2 है जो आपको बताता है कि h 2 1 और कुछ भी नहीं बल्कि 1 है तो वही मान है h 2 1 जो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक का विद्युत धारा गेन है अब दूसरे मामले के लिए हमारे पास पोर्ट 1 खुला परिपथ है और एक वोल्टेज V 2 पोर्ट 2 पर लागू किया जाता है जहां V x वहां दिखाई देता है तो पुनः हमें इस विद्युत धारा I 2 और इस वोल्टेज V 1 की गणना करनी है और आप देखते है कि V x V 1 के समान है और 1 किलो Ω प्रतिरोधक में भी कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है इसलिए यहाँ वोल्टेज V 2 बिल्कुल V 1 के समान है तो हमारे पास V 1 V 2 के बराबर है जो आपको बताता है कि h 1 2 जो कि पोर्ट 1 के खुला परिपथ होने के साथ V 1 बाय V 2 है मात्र एक 1 तो अब हमें I 2 की गणना करनी होगी सबसे पहले यह V 2 1 किलो Ω प्रतिरोधक के पार दिखाई देता है तो हमारे पास है V 2 बाय 1 किलो Ω अथवा 1 मिलीसीमेंस × V 2 जो प्रतिरोधक के माध्यम से बहती है और हमारे पास 2 मिलीसीमेंस × V x भी है जो कि 2 मिलीसीमेंस × V 1 है V 1 V x के समान है जो V 2 के भी समान है तो यहां विद्युत धारा 2 मिलीसीमेंस × V 2 है तो कुल विद्युत धारा I 2 3 मिलीसीमेंस × V 2 है इसलिए I 2 3 मिलीसीमेंस × V 2 है इसलिए h 2 2 पोर्ट 1 के खुला परिपथ होने के साथ I 2 बाय V 2 है जो 3 मिलीसीमेंस है इसकी h मापदंड आव्यूह है h 1 1 जोकि 1 किलो Ω है h 1 2 जोकि 1 है h 2 1 वो भी 1 है और h 2 2 जोकि 3 मिलीसीमेंस है इसलिए यही h मापदंड आव्यूह है तो पुनः आपको आसानी से इसकी गणना करने में सक्षम होना चाहिए दो पोर्ट मापदंडों की गणना बस नियमित परिपथ विश्लेषण है